रास्पबेरी पाई के परिचय पर पिछले लेक्चरों में हमने रास्पबेरी पाई को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए इस बारे में सीखा है और इसे मात्र 2 बेसिक सेंसर पहला किलर सेंसर और दूसरा कैमरा सेंसर के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए तो 2 सेंसरों का उपयोग किया गया था और पिछले 2 लेक्चरों में आपको बुनियादी इंटरफेसिंग से परिचित कराया गया था इस लेक्चर में आप IoT विकास को सक्षम करने के लिए रास्पबेरी पाई को इंटीग्रेट करने के तरीके के बारे में जानने वाले हैं तो यहां आप इन चीजों के बारे में इन बातों को अधिक विस्तार से जानने जा रहे हैं तो न केवल यह लेक्चर बल्कि अगले 3 लेक्चर मेरा मतलब है कि यह एक और अगले 2 लेक्चर में आप सेंसर को कैसे इंटीग्रेट करना है के बारे में जानने जा रहे हैं कैसे सेंसर को अलग अलग प्रकार के सेंसर को इंटीग्रेट करना है न केवल एक या दो बल्कि विभिन्न प्रकार के सेंसर एक ही समय में फिर इन सेंसरों ने जब इस डेटा को एकत्र कर लिया है उसके बाद फिर डेटा भेजने के लिए कैसे यूडीपी प्रोटोकॉल में जो कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है का उपयोग कर उस प्रोसेसिंग के लिए किसी दूरस्थ सर्वर को सॉकेट के निर्माण के माध्यम से डेटा को प्रसारित करना है इसलिए यूडीपी का उपयोग करके आप इस विशेष चीज़ को कैसे कर सकते हैं यह जानने के लिए और उसके बाद भी आप इसमें सीखने जा रहे हैं और अगले 2 लेक्चर में जानते हैं कि सर्वर पर डेटा को विजुलाइज कैसे करें तो डेटा प्राप्त होता है तब हमें सर्वर पर प्राप्त डेटा को विजुलाइज करना होता है सर्वर पर डेटा को विजुलाइज कैसे किया जाता है यह हम सीखने जा रहे हैं तो मैं और श्री आनंदरूप मुखर्जी आपके टीए इन चीजों को हासिल करने के लिए कुछ कदम उठाने जा रहे हैं इसका मतलब है इन विभिन्न प्रकार के सेंसर के माध्यम से डेटा अधिग्रहण तब नेटवर्क के माध्यम से भेजना और फिर सर्वर पर डेटा को विजुलाइज करना नमस्कार इस लेक्चर में यह लेक्चर रास्पबेरी पाई के साथ IoT के इंप्लीमेंटेशन के 3 अलग अलग हिस्सों को कवर करेगा इसलिए पहले भाग में रास्पबेरी पाई का उपयोग सेंसर से डेटा कैप्चर करने और कैप्चर डेटा के आधार पर एक बुनियादी निर्णय लेने और कुछ डिवाइस को सक्रिय करने के बारे में किया जाएगा इसलिए सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए मूल रूप से एक इंटरैक्टिव वातावरण बनाने की आवश्यकता है और इसके अतिरिक्त इसमें डिवाइस का एक नेटवर्क है जो एक साथ जुड़े हुए हैं तो इस विशेष विषय के लिए इन 2 को एक साथ लाने से हैंड्स ऑन किया जाएगा तो सेंसर के बारे में एक और बात जो अब तक पहले से ही सीखी जा चुकी है और इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है सेंसर इलेक्ट्रॉनिक तत्व हैं जो भौतिक मात्रा को विद्युत संकेतों में या किसी औसत दर्जे की मात्रा को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं और सेंसर मुख्य रूप से एनालॉग या डिजिटल हो सकते हैं इसी तरह एक्ट्यूएटर्स एक्ट्यूएटर्स इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस हैं या वे स्टैंडअलोन मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकते हैं और आम तौर पर वे एक्ट्यूएट या ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं तो मुख्य रूप से उनका उपयोग एक बड़ी सिस्टम में अन्य कंपोनेंट्स को नियंत्रित गति प्रदान करने के लिए किया जाता है तो यह एक सिस्टम ओवरव्यू इस प्रकार है सेंसर और एक्ट्यूएटर को रास्पबेरी पाई के साथ इंटरफेस किया जाता है सेंसर से डेटा को रीड किया जाता है और सेंसर से एक्ट्यूएटर को रीडिंग के अनुसार नियंत्रित किया जाता है और एक्ट्यूएटर मूल रूप से सेंसर से जुड़ा होता है जिसे रीडिंग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और इस नियंत्रण तंत्र से एक संक्षिप्त निर्णय लेने वाला लूप दिखाया जाएगा जिसे मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल लर्निंग या डीप लर्निंग आधारित विधियों जैसे अतिरिक्त उच्च विधियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो इसके लिए निम्नलिखित सिस्टम आवश्यकताएं हैं हम फिर से एक DHT सेंसर का उपयोग डिजिटल ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर सेंसर के रूप में कर रहे हैं हम 47 किलो ओम रजिस्टर रिले का उपयोग कर रहे हैं कुछ जम्पर तारों रास्पबेरी पाई और मिनी फैन जिसे हम रिले से कनेक्ट करने जा रहे हैं ताकि यह हमारे निर्णय लेने के दृष्टिकोण की प्रभावशीलता को दिखाए तो जैसा कि आप पहले से ही इस डिजिटल ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर सेंसर को जानते हैं इसमें 4 पिन होते हैं तो आम तौर पर यदि आप इसे इस तरह रखते हैं जैसे इसे स्लाइड में बाएँ से दाएँ की तरफ दिखाया जाता है तो आप पिन को 1 से 4 तक देखते हैं और पिन 1 को आम तौर पर 33 से 5 वोल्ट की बिजली की आपूर्ति रेंज के लिए उपयोग करते हैं पिन 2 उस बोर्ड को डेटा सप्लाई करता है जिससे यह सेंसर जुड़ा है पिन 3 को आमतौर पर खुला रखा जाता है और पिन 4 को ग्राउंड से जोड़ा जाता है और इसे एक रिले बोर्ड कहा जाता है यह एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच है तो इसमें 3 आउटपुट टर्मिनल बाएं से दाएं शुरू होकर हैं तो इस विशेष बोर्ड में आप देख सकते हैं कि वास्तव में चार रिले हैं यह एक समग्र बोर्ड है जिसमें चार अलग अलग रिले हैं तो आप इसे चार अलग अलग डिवाइसों से जोड़ सकते हैं यह एकल इकाई एक रिले के रूप में जानी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक में हम इसे एक शुगर क्यूब रिले कहते हैं आम तौर पर आप ऑपरेटिंग वोल्टेज 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक के शुगर क्यूब रिले का पता लगा सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक रिले के अनुरूप 3 टर्मिनल हैं तो बाएं से दाएं की तरफ पहले टर्मिनल का पदनाम है NO या नॉर्मली ओपन मध्य टर्मिनल कॉमन है और तीसरे टर्मिनल को NC के रूप में जाना जाता है मतलब नॉर्मली क्लोज अब हम जो प्रयास करने वाले हैं वह एक टेंपरेचर पर निर्भर ऑटो कूलिंग सिस्टम है तो इसके लिए रास्पबेरी पाई के साथ प्राथमिक सेंसर इंटरफ़ेस DHT का उपयोग करने जा रहा है तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि कैसे एक DHT आर्डिनो बोर्ड के साथ साथ रास्पबेरी पाई से जोड़ा जा सकता है इसलिए फिर से बस पुन याद दिलाने के लिए हम DHT सेंसर के पिन 1 को रास्पबेरी पाई की 33 वोल्ट की बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करते हैं हम इस DHT सेंसर के पिन 2 को उससे जोड़ते हैं जो रास्पबेरी पाई को डेटा देता है पिन सात और अंत में हम DHT सेंसर के पिन चार को रास्पबेरी पाई पर ग्राउंड पिन से कनेक्ट करते हैं हालांकि ध्यान दिया जाना चाहिए यह इस DHT सेंसर के लिए रास्पबेरी पाई के BCM कॉन्फ़िगरेशन का अनुसरण करता है इसलिए यदि आप याद करते हैं कि रास्पबेरी पाई के 2 कॉन्फ़िगरेशन हैं तो हमने आमतौर पर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ चर्चा की थी ये 2 कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड और BCM हैं इसलिए बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी अब इसमें मुख्य रूप से अपने निर्माता द्वारा निर्दिष्ट BCM मोड में इस DHT सेंसर का उपयोग करके काम किया जाएगा अब इसके अलावा रास्पबेरी पाई के साथ रिले इंटरफ़ेस निम्नानुसार है हम रिले के VCC पिन को रास्पबेरी पाई की 5 वोल्ट सप्लाई आपूर्ति से जोड़ते हैं आप ग्राउंड को रास्पबेरी पाई के ग्राउंड से जोड़ते हैं और रिले को इनपुट सिग्नल 11 पिन द्वारा असाइन किया जाता है याद रखने की एक और बात यह है कि जब हम रिले का उपयोग कर रहे हैं तो हम BCM मोड का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम बोर्ड मोड का उपयोग कर रहे हैं तो यह पिन नंबर 11 बोर्ड मोड के अनुसार होने वाला है जबकि पिछली स्लाइड में यह पिन 7 BCM मोड के अनुसार है तो ये दोनों मोड एक साथ उपयोग किए जाएंगे अब आर्डिनो की तरह प्रोग्रामिंग पार्ट को शुरू करने का प्रयास करें हम इस DHT सेंसर के लिए अतिरिक्त लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं इसी तरह से रास्पबेरी पाई के लिए हमें एडाफ्रूट से अतिरिक्त लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की आवश्यकता है जो मूल रूप से इस सेंसर की आपूर्ति करता है तो हम इस DHT 22 सेंसर का उपयोग कर रहे हैं सबसे पहले आपके रास्पबेरी पाई में आपको निम्नलिखित कमांड का उपयोग करके अपने एडाफ्रूट DHT सेंसर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है और एक बात यह याद रखना है कि क्योंकि आप पायथन बेस स्क्रिप्टिंग का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम DHT पायथन लाइब्रेरी को इंप्लीमेंट करेंगे आप DHT C लाइब्रेरी DHT C लाइब्रेरी को पा सकते हैं या आपको मिलेंगे लेकिन हम पायथन लाइब्रेरी में अधिक रुचि रखते हैं तो पहली लाइन यह git clone https है आप इस लिंक को फॉलो करते हैं और आप एंटर दबाते हैं आपको रास्पबेरी पाई यह टर्मिनल दिखाई देगा यदि यह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो यह इस फ़ोल्डर को डाउनलोड करना शुरू कर देगा यदि डाउनलोड पूरा हो गया है तो हम इस कमांड cd Adafruit python DHT का उपयोग करके डाउनलोड किए गए फ़ोल्डर में जाते हैं क्योंकि यह उस फ़ोल्डर का नाम होगा जिसे आपके रास्पबेरी पाई सिस्टम पर डाउनलोड किया गया है और याद रखें कि यह इंस्टॉलेशन नहीं है इंस्टॉलेशन अभी आने वाला है इसलिए जब आप डायरेक्टरी में जाते हैं तो आप इस कमांड sudo python setuppy इंस्टॉल से लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं इसलिए एक बार आपकी इंस्टॉलेशन सफल होने के बाद आप आसानी से पायथन और रास्पबेरी पाई का उपयोग करके DHT के लिए कोड बनाना शुरू कर सकते हैं तो हमारे पास रास्पबेरी पाई के साथ एक सैंपल DHT इंटरफेसिंग प्रोग्राम है जिसमें पहली लाइन GPIO पिन के इंपोर्ट करने के साथ शुरू होती है तो इंपोर्ट RPiGPIO को GPIO के रूप में इंपोर्ट करें फिर हम स्लीप फ़ंक्शन को कॉल करने के लिए टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं जो 2 घंटे का डिले प्रोग्राम प्रदान करता है और फिर हम Adafruit DHT लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं जो हमने पहले इंस्टॉल किया था अब GPIO मोड शुरू में बोर्ड पर सेट किया गया है और वार्निंग को फॉल्स सेट किया गया है एडाफ्रूट के लिए यह स्वचालित रूप से BCM के रूप में बोर्ड मोड लेता है इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं पहचान रहे हैं तो Adafruit DHTAM232 के बराबर सेंसर 2302 इसलिए निर्माता द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन के अनुसार इस लाइन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और फिर हम केवल यह संकेत करने के लिए एक लाइन प्रिंट करते हैं कि क्या यह सेंसर सफलतापूर्वक आरम्भ किया गया है या नहीं और हमने एडाफ्रूट लाइब्रेरी के फंक्शन से read retry का उपयोग करके ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर वैल्यूज़ असाइन किए हैं और इस सेंसर के नाम पर जिसे हमने शुरू में कॉल किया था और जो BCM पिन 4 से जुड़ा है अगली लाइन में हम टेंपरेचर और ह्यूमिडिटी के वैल्यूज़ को इटरेटिवली से प्रिंट करते हैं यह एक इटरेटिवली नहीं है हम इसे एक बार प्रिंट करते हैं लेकिन हम इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फॉर्मेट करते हैं तो यह वह कोड है जो हमने दाहिने हाथ की तरफ अभी दिखाया था आप आउटपुट को देख सकते हैं हमने IOTSRpy नाम के एक पायथन फाइल को रास्पबेरी पाई पर बनाया है जिसे एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद यह इस सेंसर से डेटा इकट्ठा करता है और आप इसका फॉर्मेटेड प्रिंट लाइन देख सकते हैं टेंप इक्वल टू 261 सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 659 प्रतिशत है इसलिए हम हार्डवेयर सर्किट्री में ज़ूम कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह आपका DHT सेंसर है जो ब्रेडबोर्ड पर रखा गया है और इस स्लाइड में पहले बताए गए कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हमने VCC को ग्राउंड से और डेटा पिन को रास्पबेरी पाई बोर्ड पर उपयुक्त पिन से कनेक्ट किया है इसमें अतिरिक्त कंपोनेंट भी संलग्न हैं जिस पर हम बाद में आएंगे लेकिन अभी के लिए केवल इन 3 तारों पर ध्यान दिया जाएगा भूरा तार लाल तार और काला तार इसलिए प्रोग्रामिंग भाग पर वापस आते हुए मैंने रास्पबेरी पाई सिस्टम में दूरस्थ रूप से लॉग इन किया है बस फ़ॉन्ट को थोड़ा बढ़ाएं इसलिए इस टर्मिनल का उपयोग करते हुए मैंने वास्तव में रास्पबेरी पाई में लॉग इन किया है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि पाई रास्पबेरी पाई पर मैं इस डायरेक्टरी पर जाता हूं मैं देख रहा हूं कि मेरे पास DHTTEMPpy नाम की टेस्टिंग फ़ाइल है तो इसे पहले चलाते हैं तो हम सरल कमांड python DHTTEMPpy देते हैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करते हैं DHT सेंसर से केवल टेंपरेचर रीडिंग लाने के लिए एक सरल कोड आता है इसलिए टेंपरेचर को 250 डिग्री सेल्सियस के रूप में पढ़ा जाता है अब IOTSR फ़ाइल को देखेंगे इसलिए हमारे पास यहां हमारी IOTSR फ़ाइल है आइए एडिटर को खोलते हैं और जाँचते हैं कि क्या कंटेंट सेम है इसलिए हमने GPIO लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है हमने एडाफ्रूट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है हमने इंस्टॉल किया है हमने बोर्ड मोड सेट किया है इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि Adafruitread retry से BCM मोड सेट करने में डिफॉल्ट इस पिन पर है तो यह पिन नंबर चार BCM मोड के अनुसार है जबकि मैंने एक रिले को कनेक्ट किया है मैं आगे की स्लाइड में उस पर आऊंगा एक रिले जुड़ा हुआ है और यह बोर्ड मोड के अनुसार पिन ग्यारह से जुड़ा है आगे जाने से पहले हमने चेक नहीं किया है कि हमारी रास्पबेरी पाई ठीक काम कर रही है DHT सेंसर ठीक काम कर रहा है अब हम रिले भाग को जोड़ रहे हैं इसलिए हम बोर्ड मोड का उपयोग करके रास्पबेरी पाई के पिन इलेवन में रिले इनपुट पिन को कनेक्ट करते हैं और हम बुनियादी निर्णय लेने वाले लूप में डालते हैं कि यदि टेंपरेचर बीस से अधिक है तो आप 20 से अधिक टेंपरेचर प्रिंट करते हैं और यह रिले को चालू करेगा तो यह एक फैन को रिले से जोड़ेगा इसलिए मेरे पास सिर्फ रिटर्न फैन कॉमा 0 है जो कि फैन चालू करेगा और फिर यह 5 मिनट के लिए स्लीप करेगा और फिर फैन बंद हो जाएगा और आउटपुट पिन फिर से 1 पर सेट हो जाएगा अन्यथा यदि टेंपरेचर 20 से कम है तो फैन चालू रहेगा तो बाईं ओर यह कोड है वास्तव में इस कोड को कुछ देर बाद रास्पबेरी पाई कंसोल पर वापस खोलें और दाहिने हाथ की तरफ आपके पास यह रिले बोर्ड है आपके पास यह DHT सेंसर रास्पबेरी पाई से जुड़ा है अब फैन के साथ Li po का यह कनेक्शन सॉरी फैन के साथ रिले का कनेक्शन इस प्रकार है जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं हम लिथियम पॉलीमर बैटरी का उपयोग कर रहे हैं हम किसी भी अन्य पर्याप्त रेटिंग वाली बैटरी का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हम जिस फैन का उपयोग कर रहे हैं वह 12 वोल्ट पर रन होती है इसलिए हम फैन को संचालित करने के लिए एक 12 वोल्ट Li po बैटरी का उपयोग कर रहे हैं रिले का नॉर्मली ओपन टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल फैन के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है रिले का कॉमन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फैन के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जब ये कनेक्शन किए गए हैं और कनेक्शन को रीचेक किया गया है तो हम IOTSRpy फ़ाइल चलाते हैं तो कनेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा अब हम फिर से रास्पबेरी पाई में लॉग इन करते हैं इसलिए एक बार जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह मेरी रास्पबेरी पाई है यह मेरा DHT सेंसर था जो मुझे ह्यूमिडिटी और टेंपरेचर रीडिंग देता है यह मेरा रिले बोर्ड है यह चार चैनल रिले बोर्ड है क्योंकि आप एक साथ चार डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं तो इस एक इकाई को एक रिले के रूप में जाना जाता है इस एकल इकाई को एक शुगर क्यूब रिले कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसे 3 टर्मिनल मिले हैं नॉर्मली ओपन कॉमन और नॉर्मली क्लोज और हमारे पास यहां यह छोटा फैन है जो एक Li po बैटरी 3 सेल Li po से जुड़ा है इसलिए टर्मिनल पर वापस आते हुए कोड अब एग्जीक्यूट करेगा इसलिए जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है यह टेंपरेचर की रीडिंग लेता है जो कि 252 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी लगभग 76 प्रतिशत है अब निर्णय लेने वाले लूप ने पाया है कि टेंपरेचर बीस से अधिक है तो यह फैन को चालू करता है और उसके बाद 5 सेकंड के बाद फैन बंद हो जाता है तो यह लूप को संशोधित किया जा सकता है और एक सामान्य इफ एल्स लूप का उपयोग करने के बजाय आप इफ एल्स लूप के लिए जा सकते हैं या सामान्य रूल बेस्ट डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं जाहिर है विभिन्न मशीन लर्निंग बेस्ट अप्रोच के लिए जाया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि आपको अगली कार्रवाई की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा ऐतिहासिक डेटा की बहुत आवश्यकता है इसलिए यदि आप फिर से सर्किट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं यह दिखाना चाहता हूं कि जब मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूं तो यदि आप फैन पर ध्यान देते हैं तो यह इस रिले बोर्ड से जुड़ा होता है और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही और यदि रिले को चालू किया जाता है तो उसी रिले के खिलाफ एक लाइट ब्लिंकिंग होना चाहिए जिससे फैन इस रिले से जुड़ा हुआ है तो आप देखते हैं कि यह पता चला है कि टेंपरेचर 25 से अधिक है रिले को चालू कर दिया गया है आप देखते हैं कि फैन को भी चालू कर दिया गया है अब 5 सेकंड के बाद यह बंद हो जाएगा इसलिए मूल एप्लीकेशन यह है कि आप इसका उपयोग ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम के लिए अपने पीसी के लिए कर सकते हैं या आपके विभिन्न अन्य सिस्टम के लिए हो सकता है या औद्योगिक सिस्टम में हो सकता है यह भी मान लें कि अगर किसी फर्नेस का टेंपरेचर अधिक हो जाता है या किसी विशेष कमरे या कार्यस्थल का टेंपरेचर अधिक हो जाता है तो आपका फैन अपने आप चालू हो जाता है और नेटवर्क से जुड़ा डिवाइस दूर से आपको सूचित करता है कि आपका टेंपरेचर इतना अधिक हो गया है फैन चालू हो गया है इसलिए आउटपुट देखा गया है मुझे आशा है कि इसने आपको सीखने का थोड़ा सा अनुभव दिया है और हमारी अगली स्लाइड में अन्य बातों और विवरणों को कवर किया गया है